कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं इस इंटरनेट क्वालिटी ऑफ सर्विस के परिचयात्मक लेक्चर में हम पहले देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है और हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस की क्या आवश्यकता है दरअसल आजकल नेटवर्क क्वालिटी ऑफ़ सर्विस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आजकल हम विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया डेटा और मल्टीमीडिया ट्रैफ़िक का उपयोग करते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन में हमारे पास हज़ारों अलग अलग तरह के ऐप या एप्लिकेशन चल रहे होते हैं और इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया आधारित एप्लिकेशन जैसे यूट्यूब ऐप फ़ेसबुक हॉटस्टार नेटफ्लिक्स का उपयोग करते हैं यह सभी विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग पर आधारित होते हैं तो यह स्ट्रीमिंग डेटा की प्रकृति सामान्य फ़ाइल ट्रांसफर की प्रकृति की तुलना में बहुत भिन्न है क्योंकि सामान्य फ़ाइल ट्रांसफर के मामले में आपको बस आवश्यकता होती है एक छोर से बिट्स या बाइट्स को स्थानांतरित करना और दूसरे छोर पर प्राप्त कर चुके सभी बिट्स का गठबंधन करना या जब सभी बिट्स प्राप्त हो जाएं तो फाइल को संगठित कर दें लेकिन मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग के मामले में एक उदाहरण के तौर पर यूट्यूब स्ट्रीमिंग के बारे में सोचें उदाहरण के लिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय डेटा इंटरनेट से होकर आ रहा है और आप इसे एक साथ देख रहे हैं इसलिए इसके बारे में ऐसा मत सोचो ऑफ़लाइनवीडियो डाउनलोडिंग एक अलग प्रक्रिया है जो कि फाइल ट्रांसफर के समान है आप सिर्फ वीडियो फ़ाइल को स्थानांतरित कर रहे हैं और इसे ऑफ़लाइनदेख रहे हैं लेकिन जब भी आप यूट्यूब ऑनलाइन चला रहे होते हो ठीक उसी समय यूट्यूब सर्वर से क्लाइंट के ब्राउजर में डाटा लगातार प्रसारित हो रहा होता है और जब आपका वीडियो डाटा प्रसारित कर रहा होता है आप वीडियो को देख रहे होते हैं और कई बार मुझे लगता है कि आपने देखा है जब भी आपकी नेटवर्क गुणवत्ता खराब होती है और आपके पास पर्याप्त बैंडविड्थ नहीं होती है तो आप वीडियो की गुणवत्ता में गिरावट का अनुभव करते हैं अचानक आप देखेंगे कि वीडियो गुणवत्ता कम हो रही है या कुछ समय के लिए इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है इसे हम बफरिंगकहते हैं तो क्या होता है कि वीडियो अटक जाता है और आप लगातार एक गोलाकार चीज को देखते रहते हैं जो वीडियो डाटा डाउनलोडकरने की कोशिश को दर्शाता है अब इस तरह के वीडियो प्रसारण के लिए हमें कुछ गुणवत्ता स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है सेवा की गुणवत्ता इस मायने में कि दूसरा छोर या ग्राहक पक्ष को इंटरनेट से क्या उम्मीद है यहाँ इस यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग करने के मामले में यूट्यूब क्लाइंट को वीडियो की निरंतर स्ट्रीमिंग की उम्मीद होती है जैसे कि वह वीडियो को बिना किसी गुणवत्ता में गिरावट या दोबारा बफरिंगके बगैर प्लेयरके ऊपर सीधे देख सकता है तो यही कारण है कि इस तरह के एप्लीकेशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमें इंटरनेट स्तर पर कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है अब याद रखें कि इंटरनेट पर इस तरह की विशेष सेवा प्रदान करने के लिए कुछ समर्पित लाइन या समर्पित संसाधन की आवश्यकता होती है जो आपको दिया जाता है इसलिए इस तथ्य पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और आपका नेटवर्क बैंडविड्थ गिरावट हो रहा हो या जब भी आपको कुछ गुणवत्ता में गिरावट दिखाई दे तो क्यों आप वीडियो ठीक से नहीं देख पाएंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस नेटवर्क बैंडविड्थ पर वर्तमान में सदस्यता लिए हुए हैं वह उस तरह का सर्विस नहीं दे पा रहा है जिस नेटवर्क क्वालिटी की आपको आवश्यकता है अब आज संक्षेप में देखेंगे कि इस तरह की निर्विघ्ऩ वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए किस प्रकार की सर्विस मापदंडों की आवश्यकता होती है इसे क्वालिटी ऑफ़ सर्विस में सुधार या दूसरे शब्दों में हम इसे अनुभव की गुणवत्ता कहते हैं अनुभव की कौन सी क्वालिटी वास्तव में यूजर की विशेष अनुप्रयोगों की गुणवत्ता को इंगित करती है उदाहरण के लिए आप वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा या उस वीडियो की गुणवत्ता के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं जो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो उस पर नेटवर्क को कुछ सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि आप उन वीडियो को अधिक आसानी से देख सकें और जाहिर है इसके लिए आपको अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान करना होगा और आपको अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता के साथ एक समझौते के लिए जाना होगा जिससे आपको एक विशेष प्रकार की वीडियो क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की आवश्यकता होगी और नेटवर्क सेवा प्रदाता को आपको उच्च स्तर की क्वालिटी ऑफ़ सर्विस प्रदान करना चाहिए तो यह आपको एक तरह का व्यापक अवलोकन देता है कि वास्तव में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस का क्या मतलब है अब हम विभिन्न मापदंडों के विवरणों में जाते हैं जिन्हें हमें नेटवर्क के नज़रिए से अंतिम उपयोगकर्ताओं को क्वालिटी ऑफ़ सर्विस प्रदान करते हुए उपयोग में लाना है और हम इसे बड़े इंटरनेट पर कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं वास्तव में लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि आज के इंटरनेट में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस प्रदान करना वास्तव में नेटवर्क के पैमाने को देखते हुए एक बहुत ही चुनौती पूर्ण कार्य है यही कारण है कि हम वास्तव में कुछ प्रकार के अनुमान लगाते हैं और आपको तब तक पूर्ण क्वालिटी ऑफ़ सर्विस नहीं मिलेगी जब तक आपके पास एक समर्पित लीज लाइन कनेक्शन नहीं है जहां आपको संपूर्ण बैंडविड्थ मिल रही है लेकिन इंटरनेट पर एक सामान्य डेटा प्रसारण के लिए हम क्वॉलिटी ऑफ सर्विस के कुछ निश्चित स्तर प्रदान करने का प्रयास करते हैं तो आइए इस विशेष विषय के विवरण पर ध्यान दें OK ठीक इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस पर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हम इस विशिष्ट प्रश्न से शुरू करते हैं कि क्या यह टीसीपीकंजेशन कंट्रोल नेटवर्क में कोई कंजेशन सुनिश्चित नहीं करता है तो हमारा उद्देश्य यह देखना है कि क्या यह टीसीपीकंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथ्म सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट में कोई कंजेशन नहीं होगा यदि आप टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथ्म को विस्तृत रूप में देखते हैं तो आप पाएंगे कि टीसीपीक्या करता है और टीसीपीकंजेशन से बचने के लिए क्या प्रयास करता है इसलिए जब भी टीसीपीयह पता लगाता है कि उस समय इंटरनेट में कुछ निश्चित कंजेशन है तो टीसीपीक्या करता है टीसीपीकंजेशन के कारण का पता लगाता है इसका मतलब है चाहे आपने स्लो स्टार्ट फेस को पार कर लिया है और आप फिर भी कंजेशन के कारण कुछ प्रकार के पैकेट खो जाने को देख रहे होते हैं टीसीपीकेवल अपने डाटा गति को कम करता है और इसके लिए टीसीपीकंजेशन कंट्रोल करता है यह ऐसा इसलिए है कि एक बार नेटवर्क टीसीपीमें कंजेशन होने पर उसका पता लगा लेता है और फिर भेजने वाले की दर को कम करके टीसीपीकेवल कंजेशन को प्रतिक्रिया देता है तो इस तरह आप वास्तव में नेटवर्क में कंजेशन से कभी नहीं बचते हैं बल्कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उससे नेटवर्क में कंजेशन बढ़ता है और फिर एक बार नेटवर्क में कंजेशन होने के बाद आप उस कंजेशन परिदृश्य से बाहर आने की कोशिश करते हैं टीसीपीकंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथ्म यह सुनिश्चित नहीं करता है कि नेटवर्क में कंजेशन कभी नहीं होगा बल्कि यह एक अलग तरीके से काम करता हैयह पहले पता लगाता है कि पैकेट के नुकसान को देखते हुए नेटवर्क में कुछ कंजेशन है या नहीं और अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो यह कार्य करता है या नेटवर्क को कंजेशन से बचाने के लिए यह इसकी डाटा भेजने की दर को अपडेट कर देता है अब यह सवाल आता है कि अगर नेटवर्क में अभी भी कंजेशन की संभावना है तो यह कंजेशन नेटवर्क के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है इसलिए हम नेटवर्क प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले शीर्ष चार विशिष्ट मापदंडों को देखते हैं अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो पहला मापदंड नेटवर्क बैंडविड्थ होता है जाहिर है जब भी कंजेशन होता है तो आप नेटवर्क से कम बैंडविड्थ की उम्मीद करते हैंक्योंकि एक ही बॉटलनेकसमय देखें 0858 बैंडविड्थ को कई एप्लीकेशनद्वारा साझा किया जा रहा होता है दूसरा मापदंड देरी या डिले है हम विवरण में देरी या डिले के विभिन्न घटकों पर ध्यान देंगे और हम देखेंगे कि जब भी नेटवर्क में कंजेशन होता है उस समय के दौरान देरी या डिले प्रभावित हो जाता है जैसे कि कोई कंजेशन हो इसका मतलब है पैकेट को बफर में अधिक समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है आप अनुभव करेंगे कि पैकेट अधिक देरी से प्रेषित होगा क्योंकि क्यूइंग देरी या डिले होने से मध्यवर्ती राउटर का क्यू के अंदर प्रतीक्षा करने का समय बढ़ जाता है तीसरा मापदंड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम जिटर कहते हैं संभवतः आपने शब्द बैंडविड्थऔर देरी या डिले के बारे में पहले सुना है लेकिन जिटर आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के मामले में जिटर एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है जिटर क्या है जिटर मूल रूप से देरी का विचरण है हम देरी या डिले के इस वेरियंस को जिटर कहते हैं वेरियंस ऑफ डिले से आपका क्या मतलब है वेरियंस ऑफ डिले का अर्थ है कि मान लीजिए दो पैकेट हैं जो नेटवर्क से आ जा रहे हैं जब भी नेटवर्क में दो पैकेट होंगे तो वह नेटवर्क पर जा रहे हैं तो मान लें कि ये पैकेट के अनुक्रम में हैं जिन्हें नेटवर्क पर ट्रांसफर किया जा रहा है अब अलग अलग पैकेट में अलग अलग देरी या डिले होगा मान लें कि इस पहले पैकेट में 10 मिलीसेकंड का देरी या डिले है इसका मतलब है आपके पास एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है और इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक कई रूटर हैं और उस पर आप पैकेट को स्थानांतरित कर रहे हैं अब जब भी आप उस दौरान इस पैकेट को ट्रांसफर करेंगे इन अलग अलग पैकेट में अलग अलग देरी या डिले हो सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि इस पैकेट में 10 मिलीसेकेंड की देरी या डिले है इस पैकेट में 15 मिलीसेकंड की देरी या डिले है फिर इस पैकेट में 6 मिलीसेकंड की देरी या डिले है और इस पैकेट को कुछ 2 मिलीसेकंड का देरी या डिले है अब यह यहाँ एक वेरियंस क्यों है यहां आप देख सकते हैं कि उन चार पैकेट में देरी या डिले का वेरियंस महत्वपूर्ण मापदंड है जैसे कि अधिकतम देरी या डिले 15 मिलीसेकंड है और न्यूनतम देरी या डिले कुछ 2 मिलीसेकंड की है वेरियंस क्यों हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट राउटर में अलग अलग पैकेट का अलग अलग स्तर पर कंजेशन हो सकता है तो यह हो सकता है कि पहले दूसरे या तीसरे पैकेट को जब हम ट्रांसमिट कर देते हैं उसी समय आपके नेटवर्क में कंजेशन हो सकता है और इस कंजेशन की वजह से इंटरमीडिएट राउटर पर क्यू में पैकेट का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है यह आखिरी पैकेट जो कंजेशन से बाहर आया और क्योंकि टीसीपीकंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम जो ट्रांसपोर्ट लेयरपर चल रहा था उसके ही कारण यह कंजेशन से बाहर आने में सक्षम हुआ है तो शायद इस समय टीसीपीने अनुभव किया है या टीसीपीने एक पैकेट लॉस का पता लगाया है और जब भी टीसीपीको पैकेट लॉस का पता चलता है टीसीपीइसकी गति को कम कर देता है और जैसा कि टीसीपीइसकी रेट को कम कर देता है धीरे धीरे नेटवर्क कंजेशन से बाहर निकल जाता है और आपको कम देरी या डिले दिखाई देगा लेकिन कई पैकेट में यह देरी या डिले वेरिएशन होता है जो वास्तव में वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटीसेवाओं के प्रदर्शन को प्रभावित करती है अब सवाल यह है कि यह वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है उस परिदृश्य के बारे में सोचें जब आप किसी यूट्यूब प्लेयरमें वीडियो देख रहे हों और उस समय के दौरान प्रत्येक डेटा पैकेट एक के बाद एक आ रहा हो और क्लाइंट बफ़र के अंदर बफर हो रहा हो जो आपके पास यूट्यूब प्लेयरपर है और फिर यूट्यूब प्लेयरउस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है अब अगर अलग अलग पैकेट में अलग अलग देरी या डिले होती है तो समस्या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आती है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो कुछ भी मैं यहां कर रहा हूं या जो कुछ भी मैं यहां रिकॉर्डिंग कह रहा हूं वह साथ साथ स्ट्रीम भी हो रहा है वर्तमान के वीडियो रिकॉर्ड में आप जो बफर स्ट्रीमिंग का अवलोकन कर रहे हैं वह वीडियो आपको वीडियो सर्वर से लगातार मिल रहा है लेकिन अगर एक लाइव स्ट्रीमिंग सत्र है तो NPTEL लाइव स्ट्रीमिंग सत्र के बारे में सोचें जो चल रहा है अब उस लाइव स्ट्रीमिंग सत्र में जब भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तुरंत उस वीडियो को स्थानांतरित किया जा रहा है और अब जैसा देख रहे हैं कि यह वीडियो यूट्यूब प्लेयरमें चल भी रहा है यहां पर अगर अलग अलग पैकेट में देरी या डिले की मात्रा अलग अलग होगी तो क्या होगा कुछ पैकेट क्लाइंट के पास पहुंचेंगे जिन्हें वह प्ले कर सकता है और फिर अगला पैकेट आता है इसलिए हमें अगले पैकेट में अधिक देरी या डिले दिखता है क्लाइंट कुछ देर प्रतीक्षा करता है और तीसरे पैकेट को चला देता है जो कि बाद में आ रहा है और क्लाइंट इसे तुरंत प्ले कर देता है अब मान लिया जाए की चौथे पैकेट में ज्यादा देरी या डिले है जिससे उस विशेष वीडियो मैं ज्यादा देरी या डिले होगा इसके कारण क्लाइंट साइड पर वीडियो क्वालिटी में बहुत सारा जरकिनस दिखेगा तो गुणवत्ता कुछ समय के लिए अच्छी हो जाती है कुछ समय बाद यह अगले वीडियो फ्रेम की प्रतीक्षा करता है लेकिन यह कुछ देर तक नहीं मिलता है इसके बाद फिर से एक नया फ्रेम प्राप्त हो जाता है फिर से देरी या डिले होता है इसलिए आपको गुणवत्ता के स्तर में बहुत अधिक जर्क दिखाई देंगे क्योंकि सर्वर से जो डेटा आ रहा है वह कांस्टेंट बिटरेट पर नहीं आ रहा है यहां एक वेरिएबल बिटरेट में होने के कारण उच्च भिन्नता मिलती है यही कारण है कि जिटर क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है इसलिए हम वीडियो की गुणवत्ता में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं तो उस विशेष संदर्भ में या उस विशेष परिप्रेक्ष्य जिटर विचार के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और अंतिम पैरामीटर पैकेट लॉस है यह ट्रिगर करता है कि किसी विशेष वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा या सेवा से जुड़े एप्लिकेशन की एक विशेष गुणवत्ता को कितना पैकेट नुकसान कर सकता है यह कुछ एप्लिकेशन की सेवा के गुणवत्ता के स्तर को बनाए रख सकता हैं लेकिन कुछ अन्य एप्लिकेशन जैसे के वॉयस एप्लीकेशन के लिए लॉस एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है यदि आप वॉइस को सामान्य डाटा के आईपी नेटवर्क पर भेज रहे हैं तो पैकेट नुकसान बहुत अधिक होने के कारण आप आवाज को सही ढंग से नहीं सुन पाएंगे अब हम इन सभी अलग अलग मापदंडों को विवरण में देखेंगे हम पहले नेटवर्क बैंडविड्थ के बारे में पड़ेंगे जैसे की डेफिनेशन से पता चलता है की नेट पर बैंडविड्थ हमें यह बताता है की एक निश्चित समय में लिंक पर कितना डाटा ट्रांसमिट हो सकता है अब नेटवर्क बैंडविड्थ कुछ ऐसा है जैसे कि हमारा उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं है मुझे टिम ग्रीन की पुस्तक क्वालिटी ऑफ़ सर्विस वर्सेज बैंडविड्थ कि वह लाइन बहुत अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जब नाली को धीमा कर दिया जाता है भले ही इसे प्लग न किया गया हो यह एक बड़ा पाइप पाने का समय है इसका क्या मतलब है कि यदि आपके कनेक्शन में पर्याप्त बैंडविड्थ नहीं है लेकिन आपको अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता है तो आप कभी भी मौजूदा पाइप या मौजूदा लाइन के साथ प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो बेहतर यह है कि आप उच्च बैंडविड्थ की सदस्यता ले लीजिए यह बैंडविड्थ के बारे में बात हो गई अगर आपके पास एक कम कैपेसिटी का पाइप या कम कैपेसिटी का नेटवर्क चैनल है तो आप हमेशा बैंडविड्थ का अनुभव करेंगे अगर आप कुछ डिलीवर करते हैं या अगर आप ज्यादा बैंडविड्थ को यूज करते हैं जैसे कि अगर आपके पास 1 एमबीपीएस की लीज लाइन है तो आप इस 1 एमबीपीएस की लाइन से हाई डेफिनेशन वीडियो को देखना चाहेंगे अगर आप हर बार हाई डेफिनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो 1 एमबीपीएस की लाइन आपकी जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आपको ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी जोकि 1 एमबीपीएस से 8 एमबीपीएस तक हो सकती है या उससे भी ज्यादा नेटवर्क में कुछ ऐसे एप्लीकेशनहोते हैं जिसमें बैंडविड्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जैसे कि वीडियो एप्लीकेशन और कंजेशन के कारण प्रति उपयोगकर्ता बैंडविड्थ की सीमा सीमित है और यही कारण है कि हमें बैंडविड्थ को बेहतर बनाने के लिए उच्च क्षमता वाले नेटवर्क डिजाइन करने की आवश्यकता है इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि नेटवर्क पर आपका एप्लीकेशन वैसे ही चले जैसे की वीडियो एप्लीकेशनया उस तरह के एप्लीकेशनजहां बैंडविड्थ की ज्यादा जरूरत होती है तो फिर आपको अधिक बैंडविड्थ के साथ नेटवर्क लाइनों को खरीदना होगा और अब हम देरी या डिले की बात करते हैं नेटवर्क में 3 तरीके के देरी या डिले होते हैं या यह भी कह सकते हैं की देरी या डिले के तीन कंपोनेंट होते हैं पहला ट्रांसमिशन देरी या डिले उसके बाद प्रोपेगेशन देरी या डिले और तीसरा क्यूइंग डिले ट्रांसमिशन क्या होता है सारे पैकेट बिट को नेटवर्क में भेजने के लिए जितना समय लगता है उसे ट्रांसमिशन डिले कहते हैं यह वास्तव में आपके नेटवर्क की क्षमता पर निर्भर करता है मान लीजिए आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ 8 एमबीपीएस है और आप के पैकेट की साइज पैकेट हेडर सहित 1 मेगाबाइट है तो इसमें ट्रांसमिशन देरी या डिले क्या होगा एक मेगाबाइट पैकेट की कैपेसिटी 8 मेगाबीट पैकेट होती है और आप अपना डाटा 8 एमबीपीएस पर भेज रहे हैं इसलिए अब आपका नेटवर्क कैपेसिटी 8 एमबीपीएस होगा अब यदि आपका पैकेट 8 मेगा का होता है तो 8 मेगा बिट 8 मेगा बिट पर सेकंड लाइन पर भेजने के लिए आपको केवल 1 सेकंड लगेगा यही आपका नेटवर्क में ट्रांसमिशन देरी या डिले होगा यह आपके बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कि आप को दिया गया बैंडविड्थ में कितना डाटा उस कैपेसिटी से ट्रांसफर हो सकता है उदाहरण के तौर पर मैंने आपको 8 मेगा बिट पर सेकंड की कैपेसिटी दी है और आप 8 मेगा बिट के पैकेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप 8 मेगा बिट डाटा एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए सेंडर से रिसीवर पर पैकेट भेजने में आपको 1 सेकंड का समय लगेगा इस विशेष कंपोनेंट को हम ट्रांसमिशन देरी या डिले कंपोनेंट कहते हैं यह ट्रांसमिशन देरी या डिले कंपोनेंट चैनल की कैपेसिटी पर निर्भर करता है और अब दूसरा कंप्लेंट जिसे हम प्रोपेगेशन देरी या डिले कहते हैं नेटवर्क चैनल पर एक एक छोर से दूसरी जगह एक बिट भेजने में जितना समय लगता है उसे प्रोपेगेशन देरी या डिले कहते हैं तो यह आमतौर पर अंतर्निहित कम्युनिकेशन वीडियो पर निर्भर करता है ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन देरी या डिले में क्या अंतर है आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं अब हम सेंडर और रिसीवर को लेते हैं तो यह मेरा सेंडर है और यह मेरा रिसीवर है जो यह क्षमता है आप ऐसा भी समझ सकते हैं की सेंडर और रिसीवर के बीच एक पाइप है जिससे हम डाटा भेजेंगे अब पाइप की क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस पाइप की चौड़ाई क्या है यह उस पाइप को कितना डेटा पंप कर सकता है उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी डाटा कैपेसिटी 8 एमबीपीएस है इसका अर्थ यह हुआ कि सेंडर 8 मेगा बिट पर सेकंड के कैपेसिटी से चैनल में डाटा भेज सकता है इससे आप 8 मेगा बिग डाटा उस निर्धारित चैनल में भेज सकते हैं यह पाइप की चौड़ाई या उसकी क्षमता पर निर्भर करता है अगर आपके पास एक चौड़ी पाइप है जैसे मान लीजिए सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाइप है जिसकी चौड़ाई 16 एमबीपीएस है इसका अर्थ यह निकलता है कि आप 16 मेगा बिट डाटा पर सेकंड भेज सकते हैं अगर आप के पैकेट की साइज 8 मेगा बिट है तो आपको डाटा भेजने के लिए 05 सेकंड का समय लगेगा क्योंकि आपने पाइप की क्षमता बढ़ा दी है डाटा को पाइप से ट्रांसफर करने के लिए इस देरी या डिले को ट्रांसमिशन देरी या डिले कहा जाता है अब समझते हैं की प्रोपेगेशन देरी या डिले क्या है आपने पहला बिट पाइप में भेज दिया तो वह निर्धारित बिट दूसरे छोर पर पहुंचने की जरूरत है इस बिट को दूसरी तरफ यानी रिसीवर एंड पर पहुंचने में जितना समय लगता है उसे प्रोपेगेशन देरी या डिले कहते हैं जब भी आप कोई बिट भेजते हैं तो वह सिग्नल के फॉर्म में चैनल से एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होती है अगर चैनल का लेंथ ज्यादा है तो प्रोपेगेट होने में ज्यादा समय लगेगा तो इसीलिए यह ट्रांसमिशन देरी घटक पाइप की क्षमता या चैनल की क्षमता पर निर्भर करता है जबकि प्रोपेगेशन देरी या डिले पाइप की लंबाई या चैनल की लंबाई या सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी पर निर्भर करता है दो तरह के देरी या डिले होते हैं जिनके नाम प्रोपेगेशन देरी या डिले और ट्रांसमिशन होता है तीसरे तरह का भी देरी या डिले होता है जिसे क्यूइंग देरी या डिले कहते हैं क्यूइंग देरी या डिले एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो इंटरफ़ेस बफर में होता है जब भी आपको डाटा भेजना होता हैं सेंडर से रिसीवर के बीच आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट राउटर मिलेंगे और इन सभी राउटर से बना हुआ नेटवर्क में राउटर सेंडर की तरह काम करता है और आपके पास कई प्रेषक हैं जो डेटा भेज रहे होते हैं मान लीजिए 3 डिवाइसेज डिवाइस 1 डिवाइस 2 डिवाइस 3 आपको समानांतर रूप से डाटा भेज रही हैं ऐसा भी हो सकता है की कोई चौथा डिवाइस डिवाइस 4 आपको कुछ डाटा भेजेगा जो डिवाइस 1 पहले भेज चुका है लेकिन आपके पास इस निश्चित लिंक की निश्चित क्षमता है मान लें कि D4 D3 को डेटा भेज रहा है और साथ ही D1 D3 को डेटा भेज रहा है मान लीजिए कि आपके पास एक राउटर R1 है जो एक निश्चित कैपेसिटी का राउटर है इसलिए जो भी पैकेट उस राउटर में आएंगे वह उस राउटर के बफर क्यू या पैकेट क्यू में एकत्रित हो जाएंगे अगर इस राउटर से बहुत सारा डाटा आ रहा है तो डाटा ट्रांसफर करने का समय भी बढ़ जाएगा इसलिए एक पैकेट को ज्यादा समय तक क्यू में वेट करना पड़ सकता है हम देख सकते हैं की इस क्यू में एक पैकेट एक सेकंड में प्रोसेस हो रहा है आप एक सेकंड में एक पैकेट आउट गोइंग लिंक पर भेज सकते हैं अब मान लीजिए कि आपका रिसीविंग डाटा रेट 8 पैकेट पर सेकंड है इसका अर्थ यह निकलता है कि एक सेकंड में 8 पैकेट क्यू हो रहे हैं लेकिन हमारा राउटर एक सेकंड में एक ही पैकेट प्रोसेस कर रहा है तो इससे क्या होगा कि राउटर केवल एक ही पैकेट भेजेगा और दूसरे 8 पैकेट क्यू हो जाएंगे आप क्यू लाइन को कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा सिनेमा हॉल टिकट काउंटर पर लाइन है जहां पर लोगों के आने का दर टिकट काउंटर सर्विस रेट से ज्यादा है तो आपको उस विशेष लाइन में अधिक समय तक इंतजार करना होगा इस विशेष विलंब घटक को हम क्यूइंग देरी या डिले कहते हैं क्यूइंग देरी या डिले एक प्रमुख देरी या डिले घटक है जो नेटवर्क को प्रभावित करता है क्यूइंग डिले ट्रांसमिशन देरी या डिले और प्रोपेगेशन देरी या डिले के मुकाबले ज्यादा हावी है इसीलिए क्यूइंग देरी या डिले का नेटवर्क में ज्यादा योगदान होता है राउटर और स्विचस में पैकेट मल्टीप्लेक्सिंग क्यूइंग देरी या डिले को नेटवर्क में बढ़ाते हैं जैसा कि अभी उदाहरण में बताया गया है अगर आपको नेटवर्क में कंजेशन दिखता है तो इसका यही अर्थ होता है कि क्यू में सर्विस रेट से ज्यादा पैकेट आ रहे हैं जिसकी वजह से क्यूइंग डिले बढ़ जाता है अब तीसरे कॉम्पोनेंट पर आते हैं जिसे हम जिटर कहते हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि जिटर शुरू से अंत तक देरी या डिले का वेरिएशन है तो आपके पास पैकेट की एक स्थिर स्ट्रीम नहीं है जैसा कि राउटर का अध्ययन किया है आपके पास अनियमित पैकेट स्ट्रीम है और बहुत सारे पैकेट अलग अलग समय में ट्रांसमिट रहे हैं तो यह स्थिर पैकेट स्ट्रीम जिटर को कैसे प्रभावित कर सकता है वीडियो स्ट्रीमिंग के उदाहरण के रूप में जो हमने पहले देखा है कि जिटर से यह एप्लिकेशन प्रदर्शन को काफी प्रभावित करता है उदाहरण के लिए जो हमने पहले दिया है कि आप एक लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं और लगातार पैकेट आ रहे हैं तो देरी या डिले में अंतर होगा अगर यह स्थिर बिटरेट पर नहीं आ रहा है तो वीडियो प्लेयर कांस्टेंट रेट पर सेवा को चलाने में सक्षम नहीं होगा तो हम वीडियो की गुणवत्ता में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखेंगे अब हम चौथे कंपोनेंट जोकि लॉस है उसके बारे में बात करेंगे तो यह लॉस पैकेटों की संख्या का एक सापेक्ष माप है जिसे हम सेगमेंट या बिट्स के रूप में दर्शाते हैं जो पैकेट या सेगमेंट या बिट्स की तुलना में प्राप्त नहीं हुए होते हैं यह लॉस सामान्य रूप से उपलब्धता का एक फंक्शन है यदि नेटवर्क उपलब्ध है इसका मतलब है अगर आपकी क्षमता मांग से अधिक है तो नुकसान आम तौर पर शून्य होगा आपको वहां कोई नुकसान नहीं दिखता है लेकिन अगर आपकी क्षमता कम है तब आप नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नुकसान देखेंगे यही कारण है कि जब भी कोई कंजेशन होता है तो आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण नुकसान होता है और यही कारण है कि टीसीपीउस नुकसान को कंजेशन के संकेत के रूप में लेता है लेकिन यह विशेष सिद्धांत वायरलेस नेटवर्क के मामले में बिल्कुल अलग होता है क्योंकि वायरलेस नेटवर्क के मामले में चैनल से नुकसान तो हो सकता है और साथ ही साथ आप ओपन मीडिया में डेटा ट्रांसफर करते हैं यही कारण है कि आप सोच सकते हैं कि जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं ओपन मीडिया में डाटा ट्रांसफर करना वैसा ही है जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं जिससे बहुत सारा नॉइस पैदा हो रहा है और कोई भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहा है वायरलेस मीडिया में बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वायरलेस फिजिकल लेयर के इन्फ्रेंस में पढ़ा था इसके बारे में विस्तृत से बाद में बात करेंगे लेकिन इन्फ्रेंस से पैकेट लॉस भी होता है वायरलेस नेटवर्क में पैकेट लॉस होने के बहुत सारे कारण होते हैं वास्तव में यही कारण है कि आप वायरलेस वातावरण में पैकेट के नुकसान की अधिक मात्रा का अनुभव करेंगे ठीक है इसलिए यदि हम एप्लीकेशनलेवल पर क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को देखते हैं इसलिए अलग अलग एप्लिकेशन को विलंबित जिटर और बैंडविड्थ के संदर्भ में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के विभिन्न स्तर की आवश्यकता होती है यहां पर यह एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि वॉयस एप्लिकेशन के लिए यह डेटा सिस्को टिपिकल नेटवर्किंग कंपनी से लिया गया है वॉयस डेटा में 1 प्रतिशत से कम की लॉस टोलरेंस होती है जिसकी आपको आवश्यकता है जिससे हम बहुत कम नुकसान सहन कर सकते हैं देरी या डिले 150 मिलीसेकंड के बराबर या उससे कम होनी चाहिए और जिटर 30 मिलीसेकंड के कम या बराबर होना चाहिए और आपको आवश्यकता होती है डेडीकेटेड बैंडविड्थ जोकि 21 केबीपीएस से 320 केबीपीएस के बीच होनी चाहिए इंटरएक्टिव वीडियो के लाइव स्ट्रीमिंग में लॉस 1 परसेंट से कम होना चाहिए देरी या डिले करीब 150 मिलीसेकंड जिटर 30 मिलीसेकंड और बैंडविड्थ उपयोग के अनुसार होनी चाहिए जैसे कि अगर आपको हाई क्वालिटी वीडियो देखना है तो आपके पास हाई बैंडविड्थ होनी चाहिए अगर आपको स्टैंडर्ड वीडियो देखना है तो कम बैंडविड्थ में से भी आपका काम हो जाएगा वीडियो की स्ट्रीमिंग करने के लिए जैसा कि अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जहां पर यह वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड है और अब वह स्ट्रीम हो कर आ रहा है यह नुकसान की अधिक मात्रा को बनाए रख सकता है क्यों यह नुकसान की अधिक मात्रा को बनाए रख सकता है क्योंकि वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको फ्रेम 1 प्राप्त हुआ हैफ्रेम 2 खो गया है और आपने तब फ्रेम 3 प्राप्त किया है फिर फ्रेम 1 और फ्रेम 3 पर औसत करके आप खोए हुए फ्रेम के कुछ हिस्से को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह इमेज की तरह है फ्रेम का अर्थ है एक के बाद एक चित्र तो इसीलिए यह नुकसान की अधिक मात्रा के लिए बनाए रख सकता है देरी या डिले क्लाइंट साइड पर बफर समय के बराबर है जिटर फिर बफर समय पर निर्भर करता है और वीडियो मांग पर है अगर आपको हाई डेफिनेशन वीडियो देखना है तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी नॉर्मल डाटा ट्रांसफर के लिए हम लॉस देरी या डिले या जिटर पर निर्भर नहीं होते हैं और अच्छी बैंडविड्थ ही हमारे एप्लीकेशनके लिए आवश्यक होती है अब हम क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की सिस्को द्वारा दिया गया औपचारिक परिभाषा की बात करते हैं इसीलिए मैंने डेफिनेशन के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है क्वालिटी ऑफ़ सर्विसचयनित नेटवर्क ट्रैफ़िक को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क की क्षमता को संदर्भित करती है हमने यहां पर निश्चित नेटवर्क ट्रेफिक की क्यों बात की क्योंकि हम यहां ट्रैफिक को क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के नजरिए से देख रहे हैं जैसे कि वॉइस ट्रैफिक या वीडियो ट्रैफिक हम यहां क्वालिटी ऑफ़ सर्विस अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देख सकते हैं जैसे कि फ्रेम रिले एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ईथर नेट 80211 सोनेट और आईपी बेस् नेटवर्क इसलिए जब भी हम एक होस्ट से दूसरी को डाटा भेजते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि एक होस्ट हमारा इंडिया है और दूसरा होस्ट यूएसए है तो हम पाएंगे कि इन दोनों के बीच बहुत सारे लिंक हैं और यह सारे लिंक अलग अलग तरीके के हैं यहां पर पहला हॉप एक वायरलेस नेटवर्क हो सकता है और दूसरा हॉप ईथर नेट हो सकता है तीसरा हॉप ऑप्टिकल नेटवर्क या सोनेट हो सकता है इसलिए आपको बीच के नेटवर्क में अलग अलग तरह के नेटवर्क टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती हैं आपका उद्देश्य भिन्न तरीके के टेक्नोलॉजी पर अच्छी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को पाना है हमारा आईपी रूट नेटवर्क में इनमें से कोई भी या सभी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तो क्वालिटी ऑफ़ सर्विस का प्राथमिक लक्ष्य ट्रैफ़िक नियंत्रित जिटरjitter और विलंबता के कुछ वर्गों के लिए डेडिकेटेड बैंडविड्थ सहित प्राथमिकता प्रदान करना है लेटेंसी का मतलब है कि कुछ वास्तविक समय और इंटरेक्टिव ट्रैफिक के लिए एक तरह की देरी और नुकसान की विशेषताओं में सुधार तो यह क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की औपचारिक परिभाषा है पैकेट स्विच नेटवर्क पर क्वालिटी ऑफ़ सर्विस पाने के लिए चार चीजें आवश्यक हैं पहली एप्लीकेशनको नेटवर्क से क्या आवश्यकता है किस तरह की क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की उम्मीद होनी चाहिए नेटवर्क में अच्छी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के लिए ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित करें इन सभी विषयों पर विस्तृत में आगे बात करेंगे हम एक अच्छे परिणाम के लिए राउटर के रिसोर्सज कैसे रिजर्व करें क्योंकि एक अच्छे स्तर के क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को पाने के लिए एंड टू एंड डेडीकेटेड रिसोर्सज होने चाहिए और हमारा मौजूदा नेटवर्क अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ साथ ज्यादा डाटा ट्रैफिक भी वहन कर सके तो आपने पहले से ही प्राथमिक क्वालिटी ऑफ़ सर्विस मापदंडों को देखा है 4 तरीके के मापदंड होते हैं जो कि बैंडविड्थ डिले जिटर और लॉस हैं क्वालिटी ऑफ़ सर्विस में एक शब्द यूज़ करते हैं जिसका नाम फ्लो है फ्लो स्ट्रीम ऑफ पैकेट है जो की सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बहुत सारे परिभाषा हो सकते हैं यह एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है हमें दो मशीन के बीच क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को इंश्योर करना है यह प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब दोनों प्रोसेस के बीच में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की आवश्यकता होती हैं एप्लीकेशनटू एप्लीकेशनमें भी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की जरूरत होती है या फिर सॉकेट से सॉकेट बीच हम दोनों एंड के फ्लो को भिन्न तरीके से दर्शा सकते हैं अलग अलग फ्लो में अलग स्तर के क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की आवश्यकता होती है और उसी के अनुसार हम इन फ्लो में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस प्रदान करते हैं दूसरा प्रश्न यह है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस नेटवर्क लेयरमें क्यों कंसीडर की जाती है क्योंकि हॉप और एंड टू एंड में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की आवश्यकता होती है इसलिए जब भी किसी नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को सुरक्षित करना चाहते हैं आप इन दो अलग अलग होस्ट के बीच और इन दो अलग एन्ड होस्ट के बीच आप कई इंटरमीडिएट रॉयटर्स या स्विच है अब आपको क्या करना है कि आपको एंड टू एंड के बीच क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को सुनिश्चित करना है एंड टू एंड कैसा बैंडविड्थ जिसे आप सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या एंड टू एंड में आप सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या एंड टू एंड जिटरआप सुनिश्चित करना चाहते हैं या क्या अंत डाटा लॉस आप सुनिश्चित करना चाहते हैं लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको नेटवर्क के प्रत्येक व्यक्तिगत होप में रिसोर्सज रिजर्व करने होंगे इसलिए क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की गारंटी देने के लिए आपको इसके प्रति होप व्यवहार की आवश्यकता होती है या फिर आपको हर अलग अलग होप पर रिसोर्सज सुनिश्चित करना होगा इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन के एंड टू एंड दृष्टिकोण के साथ साथ हॉप के परिप्रेक्ष्य में भी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस पर विचार करने की आवश्यकता है अब यदि आप इस नेटवर्क लेयरको ध्यान से देखें तो यह ट्रांसपोर्ट लेयरऔर डेटा लिंक लेयरके बीच में है डेटा लिंक लेयरप्रति हॉप व्यवहारों पर विचार करती है और नेटवर्क लेयरआपको उस व्यक्तिगत हॉप्स पर रूटिंग प्रदान करती है जबकि ट्रांसपोर्ट लेयरआपको एंड टू एंड जानकारी प्रदान करती है आप ट्रांसपोर्ट लेयरसे फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और डेटा लिंक लेयरपर अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को नेटवर्क लेयरपर इंप्लीमेंट किया जाता है अगर आपको एंड टू एंड की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है तो आपको हर होप के लिए रिसोर्ट को रिजर्व करना होगा और क्योंकि नेटवर्क लेयरदो एंड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है जैसा कि ट्रांसपोर्ट लेयरकरती है और आप डाटा लिंक लेयरकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को नेटवर्क लेयरपर हर होप के लिए लागू करते हैं क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के आधार पर हम निरंतर बिट रेट वर्गों की तरह कई एप्लीकेशन के वर्गों को परिभाषित करते हैं निरंतर बिट रेट का उदाहरण टेलीफोन एप्लिकेशन जैसे वॉइस ओवर आईपी है इसलिए आपको डेटा बिट्स की निरंतर स्ट्रीमिंग की आवश्यकता है फिर दूसरा रियल टाइम वेरिएबल बिट रेट है रियल टाइम वेरिएबल बिट रेट उदाहरण के मामले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है जहां बिट रेट उस फ्रेम के आधार पर परिवर्तनशील हो सकती है जिसे आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं लेकिन इसके लिए रियल लाइफ टाइम होना चाहिए तीसरा नॉन रियल टाइम वेरिएबल बिट रेट है जैसे कि ऑन डिमांड वीडियो स्ट्रीमिंग उदाहरण के तौर पर टेलीविजन सेवाएं जोकि आईपी नेटवर्क पर काम करती हैं इसलिए अगर आप आईपी नेट पर टीवी देखना चाहते हैं तो यह एक वेरिएबल बिट रेट पर काम करेगा है जोकि रियल टाइम में नहीं है और फ़ाइल ट्रांसफर सेवाओं की तरह सर्वोत्तम प्रयास सेवा में उपलब्ध बिट रेट सर्विस है आगे हम इन सभी ट्रैफिक के क्लासेस को विस्तृत रूप में देखेंगे और क्लास में हम विभिन्न तरीके के क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के स्तर को भी देखेंगे इसके साथ साथ नेटवर्क को कैसे डिजाइन किया जाता है जिससे हमें एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल सकती है इसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे मुझे आशा है कि आप सभी को क्वालिटी ऑफ़ सर्विस के विषय में मूल जानकारियाँ मिल गई हैं अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे नेटवर्क क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को इंटरनेट में उपलब्ध कराता है आप सभी का धन्यवाद